नमस्कार सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में इस वीडियो व्याख्यान में आपका स्वागत है इस विशेष वीडियो व्याख्यान में हम साइड चैनल विश्लेषण का एक संक्षिप्त परिचय देखगे तो यह वीडियो व्याख्यान मानता है कि आपके पास एईएस ब्लॉक साइफर के बारे में अच्छी जानकारी है और आप आरएसए सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टो सिस्टम के बारे में भी थोड़ा जानते हैं इसलिए हम इस व्याख्यान में देखेंगे कि इन बेहद मजबूत एल्गोरिदम को तोड़ने के लिए हम कुछ तरकीबों का उपयोग कैसे कर सकते हैं वास्तव में शुरू करने के लिए आधुनिक ब्लॉक साइफर को बहुत मजबूत मान्यताओं के साथ डिज़ाइन किया गया है वे इस धारणा के साथ डिज़ाइन किए गए हैं कि एक हमलावर गुप्त कुंजी को छोड़कर एल्गोरिथ्म के बारे में सब कुछ जान सकता है उदाहरण के लिए हमलावर पूरे एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को पूरी डिक्रिप्शन एल्गोरिथ्म को जानता होगा और हम यह भी मानते हैं कि डिज़ाइनर उस समय यह निर्धारित करेगा कि प्लेन टेक्स्ट क्या है और संबंधित साइफर टेक्स्ट क्या है हम यह धारणा बनाते हैं कि हमलावर भी उस प्लेन टेक्स्ट को चुन सकता है जिसे वह एन्क्रिप्ट करना चाहता है या अन्य परिस्थितियों में उस साइफर टेक्स्ट को चुन सकता है जिसे वह डिक्रिप्ट करना चाहता है इस सब में केवल एक चीज अज्ञात है जो गुप्त कुंजी है अब यहां पर हमलावर का लक्ष्य प्लेन टेक्स्ट में हेरफेर करने में सक्षम होना है साइफर टेक्स्ट गुप्त कुंजी की पहचान करने के उद्देश्य से अलग अलग प्लेन टेक्स्ट का चयन करता है संपूर्ण विचार यह है कि यदि गुप्त कुंजी पता चल जाती है तो उस एल्गोरिथ्म पर आधारित साइफर टेक्स्ट को आसानी से डिक्रिप्ट किया जा सकता है तो हम वास्तव में ऐसी धारणा क्यों बनाते हैं तो हम इन धारणाओं को बनाते हैं क्योंकि चीजों को गुप्त रखना बहुत मुश्किल है इसलिए हम वास्तव में गुप्त रखी गई जानकारी की मात्रा को कम करना चाहते हैं उदाहरण के लिए यदि हम एक एन्क्रिप्शन या डिक्रिप्शन एल्गोरिथ्म का उपयोग करते हैं और हम मानते हैं कि हमलावर को इस एल्गोरिथ्म के बारे में नहीं पता है और हम अपनी पूरी सुरक्षा को इस विशेष धारणा पर आधारित करते हैं तो यह संभव हो सकता है कि हमलावर वास्तव में इस एल्गोरिथ्म के बारे में जानें और यह वास्तव में कैसे कार्य करता है या वास्तव में विशिष्ट एल्गोरिथ्म को रिवर्स इंजीनियर करने में सक्षम है एक दिलचस्प केस स्टडी दो स्ट्रीम साइफर A5 1 और A5 2 के बारे में है जो कि शुरू में गुप्त रखी जोड़ी थी अब विभिन्न शोधकर्ताओं ने यह पता लगा लिया है कि A5 1 और A5 2 में इस एल्गोरिथ्म और रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में लीक की गई जानकारी का एक संयोजन है और अंततः कुछ वर्षों के बाद हमलावर यह पहचानने में सक्षम थे कि यह एल्गोरिदम कैसे कार्य करता है और वे सक्षम होंगे क्रिप्ट एनालिटिक हमलों को बनाने के लिए जो इन एल्गोरिदम को तोड़ सकते हैं तो यह 90 के दशक के अंत में था और 2000 की शुरुआत में जहां A5 1 और A5 2 दोनों वास्तव में टूट गए थे और अंततः A5 3 के रूप में जाना जाने वाला एक नया साइफर आया जिसे डिजाइन किया गया था अब हम आज के व्यवहार में उपयोग किए जाने वाले सभी साइफर जैसे एईएस आरएसए ए 53 A53 इत्यादि साइफर को इस धारणा के साथ डिज़ाइन किया गया है कि हमलावर एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन संपूर्ण एल्गोरिथ्म जानता है और प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट का चयन कर सकता है जबकि एकमात्र रहस्य जो है वह गुप्त कुंजी है इन सभी मान्यताओं के बावजूद साइफ़र्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह किसी भी हमले को विकसित करने के लिए बेहद अक्षम होगा हालाँकि आज जो हम देखेंगे वह यह है कि सुरक्षा उतनी ही मजबूत है जितनी कि यह सबसे कमजोर कड़ी है इसलिए हम देखते हैं कि हमलावरों के लिए एल्गोरिदम को तोड़ना हमेशा आवश्यक नहीं हो सकता है लेकिन पूरे सिस्टम में बस एक कमजोर लिंक ढूंढना होगा और उस विशेष कमजोर लिंक का उपयोग साइफर को तोड़ने में करना होगा इसलिए कमजोर कड़ी जो हम वास्तव में देखते हैं उसे साइड चैनल के रूप में जाना जाता है जैसा कि हम इस बहुत ही सामान्य आंकड़े में देखते हैं कि अगर कोई हमलावर सही रास्ते से नहीं जा सकता है तो वह संभवतः जो उपयोग कर सकता है वह एक साइड चैनल है और वास्तव में विशिष्ट साइफर को तोड़ने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष जानकारी का उपयोग करें तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि एक साइड चैनल का हमला बहुत संक्षेप तरीके से होता है एक साइड चैनल न केवल उस एल्गोरिथम को लक्षित करता है जो एन्क्रिप्शन या डिक्रिप्शन के लिए उपयोग किया जाता है बल्कि उस विशेष एल्गोरिथ्म के कार्यान्वयन को भी लक्षित करता है उदाहरण के लिए यदि हम ऐलिस और बॉब के लोगों पर विचार करते हैं और वे एक विशिष्ट एन्क्रिप्शन एल्गोरिथ्म का उपयोग एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए कर रहे हैं जो एक साइड चैनल हमलावर का उपयोग करेगा यह उस विशेष एल्गोरिथ्म का कार्यान्वयन है जो इस तथ्य के कारण है कि हम कहते हैं कि ऐलिस मोबाइल फोन जैसे किसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है ताकि बॉब से बात की जा सके ताकि एक साइड चैनल हमलावर साइड चैनल की जानकारी को ट्रैक कर सके जो इस विशेष उपकरण से लीक हो रही है साइड चैनल की जानकारी का उपयोग करके हमलावर उस गुप्त कुंजी की पहचान करने में सक्षम होगा जिसका उपयोग एलिस और बॉब के बीच संचार में किया गया था इसलिए पिछले 20 से 25 वर्षों में बड़ी संख्या में अलग अलग साइड चैनल हैं जिनका उपयोग क्रिप्टोग्राफिक साइफर को तोड़ने के लिए किया गया है इसलिए उनमें से ज्यादातर आम बिजली की खपत हैं जो एक हमलावर है अगर उसके पास विशेष उपकरण है या सक्षम है उस उपकरण द्वारा खपत की गई पावर को इकट्ठा करने के लिए तब हमलावर उन गणनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा जो उपकरण प्रदर्शन करता है यहाँ पर मूल तथ्य यह है कि इस विशेष उपकरण द्वारा उपभोग की जाने वाली पावर का संबंध उन ऑपरेशन से होता है जो उपकरण करता है इसलिए उदाहरण के लिए कुछ ऑपरेशन कहते हैं जैसे कि एक लोड निर्देश या एक स्टोर निर्देश अन्य निर्देशों की तुलना में काफी अधिक पावर लेगा जैसे कि एक सरल मूव या एक एडिशन इत्यादि अन्य साइड चैनल जो बहुत लोकप्रिय हैं वे विकिरण आधारित साइड चैनल भी हैं इसलिए हमने पिछले वीडियो में ऐसा साइड चैनल देखा था जहां हमने देखा था कि उस विशेष साइफर के लिए निष्पादन समय की निगरानी करके क्रिप्टोग्राफ़िक साइफर को कैसे तोड़ा जा सकता है इसलिए आज के वीडियो व्याख्यान में हम साइड चैनल हमले के एक और रूप को देखेंगे जिसे फॉल्ट अटैक कहा जाता है तो यहाँ एक बहुत ही सरल उदाहरण है कि एक फॉल्ट अटैक कैसे दिखेगा इसलिए हमारे पास ऐलिस है जो इस संदेश हमले को एन्क्रिप्ट करना चाहता है इसलिए वह एक विशेष एन्क्रिप्शन एल्गोरिथ्म का उपयोग कर रहा है जिसकी गुप्त कुंजी 00111 है अब यह एन्क्रिप्शन एल्गोरिथ्म एक डिवाइस पर निष्पादित कर रहा है और यह डिवाइस अनिवार्य रूप से उस संदेश का उपयोग करेगा जो ऐलिस संबंधित गुप्त कुंजी को एन्क्रिप्ट करना चाहता है और इस एन्क्रिप्शन एल्गोरिथ्म के कार्यान्वयन के लिए इसे पास करता है अब चूंकि यह क्रियान्वयन इस उपकरण के भीतर चल रहा है तो हमारे पास एक हमलावर है जो डिवाइस साइड चैनल की निगरानी कर रहा है तो इस विशेष मामले में हमलावर जो हम मानते हैं कि एक एंटीना का उपयोग किया गया है या इस उपकरण द्वारा खपत की गई पावर को टैप करने में सक्षम है और गतिशील रूप से विकिरण या अन्य साइड चैनल इस उपकरण द्वारा खपत की गई बिजली की निगरानी करता है उदाहरण के लिए इस आंकड़े का यह विशेष भाग इस उपकरण से गतिशील रूप से विकिरण दिखाता है तो हम यहाँ पर जो देखते हैं वह यह है कि विकिरण इस बात पर निर्भर करता है कि गुप्त कुंजी के किस बिट को निष्पादित किया जा रहा है इसलिए यदि आप इस तरंग के इस भाग को देखते हैं और इसकी तुलना इस भाग से करते हैं तो जो हम देखते हैं वह यह है कि यहाँ पर ग्लिच बहुत पतले होते हैं जबकि यहाँ पर लंबे ग्लिच देखते हैं इस तथ्य का उपयोग करके हमलावर एक शून्य के बीच की निगरानी या अंतर कर सकता है जिसका उपयोग गुप्त कुंजी में किया जा रहा है और 1 जो कि इस विशेष उपकरण विकिरण की निगरानी के द्वारा केवल इस प्रकार उपयोग किया जा रहा है कि हमलावर पहचान करने में सक्षम होगा कि क्या कुंजी बिट 0 था या कुंजी बिट 1 है यह एक साधारण पावर हमले के रूप में जाना जाता है और वास्तव में 90 के दशक के मध्य में प्रदर्शित किया गया था और तब से इस विशिष्ट हमले के लिए कई अलग अलग काउंटर उपाय किए गए हैं और लोकप्रिय उपकरण जैसे कि आज हम आसानी से देख सकते हैं ऐसे हमले को रोकें हालांकि कई और अधिक अधिक परिष्कृत हमले हुए हैं जो वास्तव में रोकने के लिए कहीं अधिक कठिन हैं विभिन्न प्रकार के साइड चैनल हमले हैं कुछ गैर आक्रामक हैं जैसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण और टाइमिंग अटैक सभी गैर आक्रामक निष्क्रिय हमलों के उदाहरण हैं इसलिए ये हमले निष्क्रिय हैं क्योंकि हमलावर डिवाइस से निकलने वाले साइड चैनलों की निष्क्रिय निगरानी कर रहा है दूसरी ओर जिन हमलों को हम वास्तव में आज देखेंगे उन्हें गैर आक्रामक सक्रिय हमलों के रूप में जाना जाता है इसलिए इन हमलों को लोकप्रिय रूप से फॉल्ट अटैक के रूप में जाना जाता है जो गुप्त जानकारी को गुप्त रखने के लिए डिवाइस की कार्यक्षमता को संशोधित करेगा तो ये हमले हैं जो हम इस वीडियो व्याख्यान में देखने जा रहे हैं तो आइए नजर डालते हैं कि फॉल्ट इंजेक्शन अटैक क्या हैं तो बस एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि देने के लिए फॉल्ट इंजेक्शन हमले सक्रिय हमले हैं जहां फॉल्ट एक उपकरण में प्रेरित होते हैं जबकि यह वास्तव में एक क्रिप्टोग्राफिक फ़ंक्शन की गणना कर रहा है जबकि एक एन्क्रिप्शन डिवाइस द्वारा निष्पादित किया जा रहा है हमलावर द्वारा डिवाइस में एक फॉल्ट पैदा करेगा और हेरफेर करेगा जब फॉल्ट इंजेक्ट किया जाता है तो निष्पादन के दौरान एक निश्चित पथ संशोधित या छोड़ दिया जाएगा तो परिणामस्वरूप एन्क्रिप्शन या डिक्रिप्शन से आउटपुट मिलेगा अब हमलावर फिर इस गलत आउटपुट का उपयोग गुप्त कुंजी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए करेगा इस हमले की कल्पना पहली बार 1996 में बोन डेमिल्लो और लिप्टन Boneh Demillo and Lipton ने आरएसए पर एक बहुत ही लोकप्रिय हमले में की थी बाद में बिहाम ने वास्तव में ब्लॉक साइफर डेस्क पर डिफरेंशियल फॉल्ट एनालिसिस अटैक को विकसित किया और एंडरसन द्वारा ऑप्टिकल फॉल्ट इंडक्शन अटैक जैसे अन्य विभिन्न प्रकार के फॉल्ट अटैक भी किए गए जो CHES 2002 में प्रकाशित हुए थे तो एक फॉल्ट अटैक का मूल विचार कुछ इस तरह है धारणा यह है कि हमलावर के पास एक उपकरण है अब हमलावर के लिए यह उपकरण एक ब्लैक बॉक्स की तरह है आंतरिक रूप से इसमें एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथ्म है जो डिवाइस के अंदर संग्रहीत होता है अब हमलावर उन संदेशों को भेजने में सक्षम है जिन्हें अब हम प्लेन टेक्स्ट ट्रिगर के रूप में कहते हैं इस एन्क्रिप्शन एल्गोरिथ्म को निष्पादित करने के लिए और साथ ही साइफर टेक्स्ट को इकट्ठा करें हमलावर का उद्देश्य किसी तरह गुप्त कुंजी को निकालना है जो डिवाइस के अंदर संग्रहीत होता है तो हमलावर क्या करेगा कि सबसे पहले वह कुछ विशेष संदेश गढ़ेगा और इसे डिवाइस में पारित करेगा और डिवाइस को एक एन्क्रिप्शन बनाने के लिए बाध्य करेगा एन्क्रिप्शन संदेश एन्क्रिप्शन एल्गोरिथ्म से गुजरेगा जिसे डिवाइस में लागू किया गया है आपको साइफर टेक्स्ट मिलेगा जिसे हम इस विशेष साइफर टेक्स्ट को फॉल्ट फ्री साइफर टेक्स्ट कहते हैं इसके बाद हमलावर क्या करता है कि वह उसी मैसेज को उसी एन्क्रिप्शन एल्गोरिथ्म के माध्यम से डिवाइस में भेजता है लेकिन इस बार जब डिवाइस उस विशेष संदेश को एन्क्रिप्ट कर रहा है तो हमलावर निष्पादन में एक फॉल्ट को प्रेरित करेगा जो गलती करेगा वह यह है कि यह गणना के दौरान कुछ बिट्स को टॉगल करेगा या यह कुछ निर्देशों को छोड़ देगा या यह हेरफेर करेगा कि निष्पादन के दौरान किस ऑपरेशन को निष्पादित किया जा रहा है इस त्रुटि के परिणामस्वरूप या यह फॉल्ट जो कि प्राप्त किए गए साइफर टेक्स्ट को प्रेरित करता है गलत होगा इस प्रकार हमलावर का फॉल्ट साइफर टेक्स्ट होगा जो मूल दोष मुक्त साइफर टेक्स्ट से अलग दिखता है तो हम दो साइफर टेक्स्ट एक दोष मुक्त साइफर टेक्स्ट और एक दोषपूर्ण साइफर टेक्स्ट है और दोनों साइफर टेक्स्ट अनिवार्य रूप से अलग हैं अब हमलावर मुक्त साइफर टेक्स्ट और दोषपूर्ण साइफर टेक्स्ट का विश्लेषण करेगा और इस गुप्त कुंजी को प्राप्त करेगा ताकि पहले यहां पर देखने के लिए अनिवार्य रूप से दो चीजें हों हमलावर एक एन्क्रिप्शन के दौरान गलती को कैसे प्रेरित करेगा और दूसरी बात यह है कि हमलावर दोषपूर्ण साइफर टेक्स्ट और फॉल्ट फ्री साइफर टेक्स्ट से कैसे गुप्त कुंजी की पहचान करेगा वास्तव में फॉल्ट को इंजेक्ट करने के लिए लिटरेचर में कई तरीके प्रस्तावित किए गए हैं जिनमें से कुछ बेहद सस्ते हैं और आप वास्तव में इसे 1000 डॉलर से कम के साथ करने में सक्षम हो सकते हैं जबकि अन्य तकनीक फॉल्ट इंजेक्शन बहुत अधिक महंगे थे तो महंगे तरीके कुछ इस तरह दिखेंगे जहाँ हमारे पास एक लेज़र होगा इसलिए हम उस डिवाइस को रखेंगे जिसे हमलावर इस विशिष्ट उपकरण में लेज़र और फायर लेज़र में रुचि रखते हैं अब यह लेज़र जब डिवाइस के लिए एक विशिष्ट को इंगित करता है तो साइफर की गणना के दौरान कुछ बिट्स को टॉगल करेगा और इस प्रकार फॉल्ट को प्रेरित करेगा इसी प्रकार बिजली की खपत में ग्लिट्स को इंजेक्ट करके या उस विशिष्ट उपकरण के लिए कलॉक स्रोत में गड़बड़ होने से भी एक गलती को प्रेरित किया जा सकता है तो क्या होता है जब हमारे पास बिजली की खपत में गड़बड़ होती है यह गड़बड़ फिर से डिवाइस की स्थिति को टॉगल कर सकती है जिसके परिणामस्वरूप एक गलत या दोषपूर्ण गणना होती है इसी प्रकार डिवाइस के लिए क्लॉक सोर्स में एक गड़बड़ एक सेटअप या एक उल्लंघन पैदा कर सकता है जो उस डिवाइस के संचालन में खराबी का कारण बनता है ऐसी अन्य तकनीकें हैं जिनका प्रयोग भी किया गया है जैसे कि किसी उपकरण के तापमान में वृद्धि जैसा कि हम जानते हैं कि डिवाइस में दोषों का खर्च होगा हालांकि प्रयोग के दौरान तापमान का उपयोग करने वाले दोषों को दिखाना दूसरे की तुलना जैसे कि पावर ग्लिचिंग या क्लॉक ग्लिचिंग की तकनीक से अधिक कठिन होता है तो यह क्लॉक ग्लिचिंग का उपयोग करके फॉल्ट इंजेक्शन का एक उदाहरण है इसलिए हमारे पास यहां एईएस कार्यान्वयन है अब यह एईएस कार्यान्वयन एक प्लेन टेक्स्ट और गुप्त कुंजी लेता है और आपको एक साइफर टेक्स्ट प्रदान करता है अब यह एईएस कार्यान्वयन एक क्लॉक स्रोत के साथ साथ एक रीसेट सिग्नल के रूप में भी लेता है अब इस एईएस के निष्पादन के दौरान एक विशिष्ट समय में एक गलती को प्रेरित करने के लिए हम क्या करते हैं हमारे पास एक मल्टीप्लेक्सर है जो एक धीमी घड़ी और एक तेज घड़ी के बीच मल्टीप्लेक्स करता है इसलिए जब भी कोई हमलावर किसी गलती को प्रेरित करना चाहता है तो वह इस मल्टीप्लेक्सर के लिए इस चयन लाइन के मान को 0 से 1 तक बदल देगा और इस तरह एक गलती को प्रेरित करेगा तो इस डिवाइस के नाममात्र ऑपरेशन में आम तौर पर क्या होता है कि हमारे पास एक धीमी घड़ी होगी जो इस माध्यम से पारित हो जाती है इसका मतलब है कि इस मल्टीप्लेक्सर के लिए चयन लाइन शून्य है और इसलिए आपके पास इस से गुजरने वाली धीमी घड़ी होगी और एईएस है एक धीमी घड़ी पर परिचालन अब जब हमलावर 1 पर स्विच करते हैं तो हमारे पास एक तेज घड़ी होती है जिसे एईएस क्लॉक इनपुट में धकेला जाता है और एईएस तेज घड़ी का उपयोग करके बहुत अधिक दर पर काम कर रहा है तो यह तेज़ घड़ी सेटअप का उल्लंघन करती है और इस एईएस सर्किट में विभिन्न गेटस के समय को रोकती है जिसके परिणामस्वरूप एक दोषपूर्ण आउटपुट होता है अब यह दोषपूर्ण आउटपुट अक्सर इस एईएस हार्डवेयर के उत्पादन के लिए प्रचारित करता है जिसके परिणामस्वरूप एक दोषपूर्ण साइफर टेक्स्ट होता है तो यहाँ पर यह विशेष आंकड़ा एक गलती का प्रभाव दिखाता है जैसे कि यदि आप इस विशेष क्षेत्र पर प्रकाश डालते हैं तो हम देखते हैं कि इसका मूल्य 0x2829E है इसलिए यह परिणाम है जब कोई गलती नहीं होती है जो कि वर्तमान में है जब हम सिर्फ इंजेक्शन लगाते हैं घड़ी की गड़गड़ाहट जैसी चीजों के कारण जो हम देखते हैं वह यह है कि 282 का मूल्य 292 में संशोधित हो जाता है इसलिए हम यहां जो देखते हैं वह यह है कि एक बिट वास्तव में बदल जाता है इसलिए 8 के बजाय यह एक 9 बन गया है यहां यह दर्शाता है कि इस विशेष निबल का एलएसबी बिट वास्तव में संशोधित किया गया है और यह संशोधन उस गलती के कारण हुआ है जिसे प्रेरित किया गया है इसलिए विभिन्न प्रकार के फॉल्ट मॉडल हैं जिनमें से सबसे सामान्य बिट फॉल्ट मॉडल है इसलिए हमने यहाँ पर एक बिट फ़ॉल्ट मॉडल देखा है जहाँ एक बिट को थोड़ा सा संशोधित किया गया है उदाहरण के रूप में यहाँ पर देखा गया है कि साइफर में सटेट है जिसका बिट फॉल्ट मॉडल में एक मान 8823124345 है जो हम मानते हैं कि हमलावर बहुत ही सटीक रूप से एक गलती को इंजेक्ट करने में सक्षम है बल्कि यहां एक बिट को केवल एक बिट द्वारा संशोधित किया गया है उदाहरण के लिए यहाँ 23 अब 33 हो गया है जो कि 1 बिट है जो कि साइफर की स्थिति को संशोधित करता है इसलिए हम इसे एक बिट फॉल्ट मॉडल कहते हैं एक अन्य फॉल्ट मॉडल को बाइट फॉल्ट मॉडल के रूप में जाना जाता है जिसे हम मानते हैं कि इस पूरे सटेट में 1 बाइट को संशोधित किया गया है इसलिए हमें 8823124345 पसंद आया है जो कि बदलकर 8836124345 हो गया है अनिवार्य रूप से यह 23 हो गया है इसलिए यहाँ यह धारणा बन गई है कि इस विशिष्ट के भीतर 23 के बाइट से यह अन्य 255 विभिन्न मूल्यों में से किसी में भी बदल सकता है लेकिन 88 12 43 और 45 जैसे अन्य बाइट्स फॉल्ट से प्रभावित नहीं होते हैं तीसरा फॉल्ट मॉडल जो सभी का सबसे व्यावहारिक है मल्टीपल बाइट फॉल्ट मॉडल है यहाँ हम देखते हैं कि फॉल्ट एक बाइट तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह वास्तव में 1 बाइट से भी ज्यादा तक फैल सकता है इसलिए इस विशेष उदाहरण में जो हम देखते हैं वह यह है कि 23 36 बन गए हैं 45 फॉल्ट के कारण 33 हो गए हैं ये फॉल्ट मॉडल वास्तव में हमलावर की जटिलता और शक्ति को प्रभावित करते हैं यदि कोई हमलावर थोड़ी सी फॉल्ट को करने में सक्षम होता है जो फॉल्ट को ठीक 1 बिट बदलता है तो हमला बेहद आसान हो जाता है दूसरी ओर वास्तव में इस तरह के एक बिट फॉल्ट को इंजेक्ट करना अभ्यास में बेहद मुश्किल है दूसरी ओर कई बाइट फॉल्ट को इंजेक्ट करना कहीं अधिक आसान है और हमलावर इस तरह के कई बाइट फॉल्ट को इंजेक्ट करने में सक्षम होगा लेकिन गुप्त जानकारी का उपयोग करते हुए आसानी से निकालने वाली जानकारी बाइट फॉल्ट में अधिक कठिन है हम यहाँ पर जो देखते हैं वह यह है कि जैसे ही हम मल्टी बाइट फॉल्ट से बिट फॉल्ट मॉडल की ओर बढ़ते हैं हमला बहुत आसान हो जाता है दूसरी ओर हमले की व्यावहारिकता कम होने लगती है इसलिए मल्टी बाइट मॉडल का उपयोग करने वाले हमले उन हमलों की तुलना में अधिक व्यावहारिक हैं जो बिट फॉल्ट मॉडल का उपयोग करते हैं यह इस तथ्य के कारण है कि कई मल्टी बाइट्स में फॉल्ट को इंजेक्ट करना आसान है जबकि एक बिट में फॉल्ट को इंजेक्ट करना मुश्किल तो आइए आरएसए सार्वजनिक कुंजी साइफर पर एक लोकप्रिय फॉल्ट हमले पर एक नज़र डालें अब RSA डिक्रिप्शन इस तरह से काम करता है कि हमारे पास y है जो साइफर टेक्स्ट है और ज्ञात गुप्त कुंजी a पर रीसेट करते हैं तो y a mod n हमें प्लेन टेक्स्ट x देता है आमतौर पर a का मान काफी बड़ा होगा यह लगभग 1024 बिट डिक्रिप्शन होगा जो एक एक्स्पोनेंशियल एल्गोरिथ्म के साथ किया जाता है और फिर आपको x का मान देगा अब हम एक विशेष और बहुत ही साधारण फॉल्ट अटैक को देखते हैं जहाँ एक हमलावर 1 बिट का निर्धारण कर सकता है जो कि प्राइवेट कुंजी a का 1 बिट है अब हमलावर क्या करेगा वह पहले वन बिट फॉल्ट मॉडल पर विचार करेगा जहां इस आरएसए डिक्रिप्शन एच के निष्पादन के दौरान a का 1 बिट को 0 से 1 की ओर जाने के लिए मजबूर करता है तो इसका मतलब है कि यदि बिट 0 है तो वह बिट फॉल्ट इंजेक्ट करेगा और उस विशेष बिट को 1 में बदल देगा दूसरी ओर यदि उस बिट में 1 का मान था तो हमलावरों का मान 1 के मान को बाध्य करेगा 0 पर जाने को बता दें कि a का मान 0110 के बराबर है और ith बिट हम 2 की वैल्यू वाले होंगे इसलिए हम बिट फॉल्ट मॉडल पर विचार कर रहे हैं और इसलिए हमलावर इस विशिष्ट बिट को लक्षित करता है उदाहरण के लिए वह इस बिट पर अपने लेजर बीम को केंद्रित करेगा और इस बिट को 1 के मान से 0 के मान से बदल देगा तो यह a का दोषपूर्ण मान है ध्यान दें कि उसे हमलावर का मूल्य नहीं पता है क्योंकि a वास्तव में डिवाइस में एम्बेडेड है बल्कि उसने किसी तरह यह पता लगाया है कि कैसे एक फॉल्ट को इंजेक्ट किया जाए जो इस बिट को संभवतः बदल सकता है इसलिए बिट को बिना जाने कि बिट का मूल्य क्या है हमलावर ने किसी तरह इस बिट के ith मूल्य को टॉगल करने के लिए एक फॉल्ट को इंजेक्ट किया है इसलिए हमने यह विशेष उदाहरण लिया है जहां एक गुप्त है जिसका मूल्य 0110 है और हमलावर ने किसी तरह फॉल्ट से इंजेक्शन के कारण 0010 का मान बदल दिया है अब जब फॉल्ट को इंजेक्ट नहीं किया जाता है तो डिक्रिप्शन सामान्य हो जाता है मान y में 0110 से बेस 2 मॉड n की शक्ति के लिए होता है जबकि मामले में जब फॉल्ट इंजेक्ट किया जाता है तो उसे एक गलत मूल्य मिलेगा जिसे हम इस रूप में निरूपित करते हैं जो कि y 0000 base 2 mod n है इसलिए हम जो पहचानते हैं वह यह है कि x और x का मान अलग अलग होने वाला है अब हमलावर ने अपनी स्थिति में इन दो मानों x और x को किस रूप में रखा है उसे यह पहचानने की आवश्यकता है कि इस ith बिट के लिए मूल मान 1 होना चाहिए ऐसा करने के लिए पहली चीज जो हम देखते हैं वह यह है कि अगर हम a घटाएं a हमें 6 2 मिलेगा जो अनिवार्य रूप से 4 है दूसरी तरफ हम कहते हैं कि 2 का मान एक फॉल्ट इंजेक्शन था इसलिए यह एक शर्त थी और अब हम मान रहे हैं कि a का 2 मान है और 2 स्थान के बराबर में एक फॉल्ट को इंजेक्ट inject करने पर हमलावर किसी तरह सक्षम हो सकता है इस तरह से a को 6 बदलने के लिए अब इस विशेष मामले में उन्होंने a a 2 से 6 4 के बराबर प्राप्त किए होंगे तो आप जो यहां देख रहे हैं वह यह है कि a a या तो 2 I के बराबर है जहां I इस मामले में 2 हैं या 2 I इसलिए आप देखते हैं कि मूल मान 1 या 0 था या 2 I या 2 I का सकारात्मक मान मिलेगा हालाँकि हमलावर के पास केवल x और x क्या है तो इस अंतर 2 I या 2 I को कैसे प्राप्त करता है तो यह करने के लिए कि वह क्या करता है वह x लेता है और वह इसे x से निम्नानुसार तैयार करता है तो हमारे पास x है और इसे x से विभाजित करें ताकि अनिवार्य रूप से आपको y a mod n विभाजित हो y a mod n यह कुछ भी नहीं है लेकिन y a a mod n तो यह अनिवार्य रूप से या तो y 2 I mod n है यदि यहाँ पर ith बिट का मूल्य 1 था या उसे y 2 I mod n का मान मिलेगा तो आप देखते हैं कि x और x को विभाजित करने से या तो उसे y 2 I mod n या y 2 I mod n का मान मिलेगा इसलिए चूंकि हमलावर को y का मूल्य भी पता है जो कि साइफर टेक्स्ट है वह पूर्व गणना कर सकता है कि y 2 I mod n के साथ साथ y 2 I का मान क्या है mod n और दिए गए x और x वह यह निर्धारित कर सकता है कि यह या तो यह मामला था और यह अनुमान लगाता है कि क्या ith बिट 1 या 0 था इस तरह हमलावर को गुप्त कुंजी का 1 बिट प्राप्त होगा इसी तरह गलत और हर दूसरे बिट पर हमला करने से हमलावर धीरे धीरे गुप्त कुंजी के हर बिट को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है इसलिए जो हम यहां देखते हैं वह यह है कि यह हमला बेहद आसान है बशर्ते कि हमलावर आरएसए की गुप्त कुंजी में 1 बिट फॉल्ट को इंजेक्ट करने में सक्षम हो तो इस हमले की व्यावहारिकता को देखते हुए यह इतना आसान नहीं है क्योंकि बिट फॉल्ट इंजेक्शन लगाना सबसे पहले मुश्किल है और इस विशेष मामले में हमलावर को बड़ी संख्या में फॉल्ट को इंजेक्ट करने की आवश्यकता होगी यदि कुंजी पक्ष 1024 बिट है गुप्त कुंजी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए उसे 1024 बिट फॉल्ट इंजेक्ट करने की आवश्यकता होगी तो आरएसए पर कई और हमले हुए हैं आरएसए पर कई और फॉल्ट हमले हुए हैं जो बहुत अधिक कुशल हैं और जो अधिक कुशलता से आरएसए डिवाइस से गुप्त कुंजी प्राप्त करने में सक्षम थे लेकिन हम उन विवरणों में नहीं जाएंगे और मैं इच्छुक पाठकों के लिए छोड़ दूंगा जो वास्तव में उन पत्रों को देखना चाहते है जो इसका पालन करते हैं और विभिन्न हमलों को देखते हैं धन्यवाद